नमस्ते मैं आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी और अगले 8 हफ्तों में मैं आपके साथ सेवाओं का प्रबंधन के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं सेवाएं क्या हैं उन्हें पहले कैसे देखा जाता था आज उन्हें कैसे देखा जा रहा है और किस तरह से सेवा व्यवसाय सेवा उद्योग आज बदल रहा है और इसलिए वे कल किस तरह से समझे जायेंगे उससे भी अधिक कि उसे कल किस तरह से संभाला जायेगा इसलिए कल आज और कल सेवा प्रबंधन सेवा प्रबंधन सर्विस मैनेजमेंट service management सेवाओं का विपणन सर्विस मार्केटिंग service marketing सेवा संचालन सर्विस ऑपरेशन्स service operations सेवाओं में लोगों की भूमिका ये विषय होंगे जिन पर हम गौर करेंगे हम अपने समकालीन अनुसंधान पर अधिक से अधिक गौर करेंगे और हम समझेंगे आज की सेवाओं के प्रतिमान को और नए शिक्षण क्या हैं जो हमें इस तरह के व्यवसायों में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं ये सभी हमारी पाठ्यक्रम सामग्री होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे सेवा न केवल व्यवसायों की सीमा के भीतर बदल रही है बल्कि सेवा कैसे हमारे लिए एक नया तर्क सभी व्यवसायों के लिए एक नया दर्शन ला रही है जैसा कि मैंने अपनी परिचय वीडियो में बात की हम सेवा तर्क के नए उभरते प्रतिमान सभी व्यवसायों के सेवा दर्शन पर अधिक विस्तार करेंगे अब हालांकि आज सेवा बहुत सर्वोपरि है अर्थव्यवस्था में बहुत प्रमुख स्थिति पर है पहले के वर्षों में 18 वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोलुशन Industrial revolution और बड़े पैमाने पर निर्माण माल के उद्भव के शुरुआती दिनों में नए और नए प्रकार के उत्पाद अर्थशास्त्रियोंएकनॉमिस्ट्स Economists प्रबंधकों मैनेजर Managers व्यापारियोंबसिनेस पीपल Business people की सोच पर हावी रहे थे उन दिनों में सेवा करना मदद करना लाभान्वित करने की क्रिया ये सामान्य विचार थे जब हम सेवा के बारे में सोचते थे कुछ समय बाद जैसे जैसे उद्योग विकसित होने लगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार होने लगा औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विस्तार होने लगा उत्पादों या उपकरणों को बेहतर बनाने कार्य करने के लिए अतिरिक्त आदानों की अधिक से अधिक जरूरतें होने लगीं और विशेष रूप से जब प्रौद्योगिकी सामग्री ने उत्पादों का उपयोग करने के लिए काम करने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता को बढ़ाना शुरू कर दिया तो हम कृत्यों एक्ट्स acts कर्मों डीड्स deeds प्रदर्शनों पर्फॉर्मन्सेस performances प्रयासों एफ्फोर्ट्स efforts जैसी चीजों को लाए लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट रूप से इन्हें सामानोंगुड्स goods लेखोंआर्टिकल्स articles वस्तुओंऑब्जेक्ट्स objects से अलग माना जाता था और उन दिनों में मेरा मतलब एडम स्मिथ से सेवाओं को सामानों से थोड़ा नीचा माना जाता था वे नष्ट होनेवाला पेरिशेबल perishable वे अमूर्त थे इसलिए एडम स्मिथ की तरह मैंने उत्पादक तत्वों प्रोडक्टिव एलिमेंट्स productive elements के बारे में बात की जो वास्तव में सामान वस्तुएं थे और किसी तरह से उन्होंने सेवाओं को अनुत्पादकअनप्रॉडक्टिव unproductive के रूप में परिभाषित किया लेकिन आज स्थिति अलग है जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा आज सेवाएं जीडीपी पर हावी हैं अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक संरचना और यहां तक कि कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इनपर सेवाएँ हावी हैं l इसलिए आज सेवाओं को सह निर्माण के एक कार्य के रूप में माना जाता है इसलिए जब हमारे पास सामान का दृष्टिकोण हमारे व्यापार की सोच विपणन सोच पर हावी था हमने विपणन और व्यापार के मूल में मूल्यों का आदान प्रदान करने के बारे में सोचा किसी को कुछ चाहिए था और किसी के पास कुछ था इसलिए प्रदाताओं ने मूल्यों का आदान प्रदान किया और इसे व्यापार का इंजन माना गया लेकिन आज उदाहरण के लिए यह विशेष सत्र जिस विशेष विषय पर हम बात कर रहे हैं सेवा प्रबंधन जहां आप और मैं हम एक साथ आ रहे हैं और आप तुरंत मान सकते है कि यहां एक सफल उत्पादक परिणाम होगा जब आप अपनी विशेषज्ञता अपना ज्ञान लाते हैं और मैं अपनी विशेषज्ञता अपना ज्ञान अपनी समझ और अपना शोध लाता हूं और आप अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और मैं अपना उत्साह लाता हूं आप अपना ध्यान आकर्षित करें और मैं अपने साझाकरण और इन तत्वों को सूचना और संचार प्रौद्योगि की प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर एक जटिल नेटवर्क में लाता हूं साथ में नए ज्ञान मॉड्यूल संभावनाओं और सह निर्माण कर रहे हैं आप में से कुछ कल सेवा उद्यमी बन सकते हैं इसलिए कुछ आर्थिक गतिविधियों की नई धाराएँ उत्पन्न होंगी जो कुछ हद तक अमूर्त ज्ञान गहन आदान प्रदान और विनिमय से अधिक हैं सह निर्माण जिन्हें हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे पास आज कई सेवाएं हैं कई आर्थिक गतिविधियां थीं जो प्रदाता और साधक एक जटिल नेटवर्क में एक साथ आ रहे थे समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ मूल्यों का निर्माण कर रहे थेजो व्यक्तिगत और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए या जिस तरह से सेवा करने के लिए एक नया पूरा अर्थ देते हैं और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है जिस तरह से सभी व्यवसायों को आज माना जाता है सेवा व्यवसाय का एक प्रमुख तत्व यह है कि ज्यादातर सेवा व्यवसायों मेंजैसे की साबुन खरीदने के आपके कृत्य के अनुसार स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं होता है यदि आप एक साबुन या एक टूथपेस्ट को देखते हैं तो उत्पादक से लेकर पूरे विक्रेता तक वितरक से लेकर रिटेलर और अंत में उपभोक्ता तक स्वामित्व का एक निरंतर हस्तांतरण होता है लगभग हर स्तर पर किसी न किसी तरह से धन और उत्पाद का आदान प्रदान होता है और स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है लेकिन सेवा में कई बार ऐसा होता है उदाहरण के लिए यदि आप एक मूवी शो में जाते हैं या आप अपने लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो आप एक उत्पादक प्रॉडक्टिव पैकेज का उपयोग कर रहे हैं एक निश्चित समय के लिए इसका आनंद लेना और आप अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं जो आपके आनंद को बढ़ाता है हो सकता है कि कुछ मानसिक रूप रेखा जो आप एक साथ ला रहे हैं और इसलिए इन सभी मामलों में फिल्म या संगीत संघ या शैक्षिक बातचीत इसलिए आप मूवी हॉल खरीदने के लिए नहीं सोच रहे हैं जब आप अपने लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो आप बिजली उत्पादन पारेषण वितरण प्रणाली में निवेश में बुनियादी ढांचे के बारे में परेशान नहीं होते हैं आपका मूवी प्रोजेक्टर या मूवी हॉल एंबियंस माहौल खरीदने का कोई इरादा नहीं है आप इसे एक निश्चित समय और एक निश्चित संविदात्मक स्थितियों कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस contractual conditions के लिए उपयोग करते हैं और स्वामित्व के इस गैर हस्तांतरण नॉन ट्रांसफर ऑफ़ ओनरशिप non transfer of ownership जिसे इन पांच ब्लॉकों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें आप अपने सामने देखते हैं और जैसा कि आप इनके बारे में सोचते हैं आप देखेंगे कि अधिक से अधिक ये अधिकांश व्यवसायों का स्वरूप होगा और जैसा कि मैंने अपने परिचयात्मक वीडियो में उल्लेख किया है यह आज बहुत महत्वपूर्ण है व्यावसायिक प्रतिमानों के इस निर्माण के स्वामित्व के हस्तांतरण की उपयोग की और वापसी की आवश्यकता नहीं क्योंकि अन्यथा हमारे पास अर्थव्यवस्था है जो प्रकृति से संसाधनों को लेने सामान बनाने और स्वामित्व को स्थानांतरित करने पर निर्भर करती है और अंततः यह सब दुनिया भर में कचरे का एक बड़ा पहाड़ बना रहा है और वास्तव में हम नहीं जानते कि आज हम अक्सर इस बारे में सोचते नहीं हैं कि निरंतर अपशिष्ट उत्पादन कंटीन्यूअस वैस्ट जनरेशन continuous waste generation की यह समस्या कितनी गंभीर है तो सभी व्यवसायों को एक सर्विस की भाँती सोच स्वामित्व उन्मुख के गैर हस्तांतरण की सोच नॉन ट्रांसफर ऑफ़ ओनरशिप अस्थायी रूप से संसाधनों को एक साथ लाने के द्वारा मूल्य का सह निर्माण अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने का बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसे हमें गहराई से समझना होगा और यही हम अगले 8 हफ्तों में मॉड्यूल में करेंगे अब मैं इस विशेष मॉड्यूल को समाप्त करने से पहले परिचय दूंगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें और आसानी से समझ में आने वाली अवधारणाएं और यह अभी आपकी स्क्रीन पर है दुनिया की लगभग हर चीज हमारे पास इंटेनजिबिलिटी अमूर्तता है जिसे आप एक्स एक्सिस में देख सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां कम अमूर्तता से उच्च अमूर्तता तक है यदि आप नमक लेते हैं तो नमक हाई टेंजेबल है इस विशेष ग्राफ के एक छोर पर है जिसे लिन शॉस्टैक के खोज से अनुकूलित किया गया है और दूसरे छोर पर हमारे पास यह है जिसे हम इंटरनेट बैंकिंग या जीवन बीमा कहते है अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक एयरलाइन की उड़ान की भाँति उच्च स्पर्शनीयतामूर्तता से उच्च अमूर्तता तक की ओर जा रहे हैं यह सेवाओं का स्पेक्ट्रम है और आज ज्यादातर चीजें अधिकांश व्यावसायिक संलग्नक एक तरह के अभिन्न फैशन में टेंजेबल इनटेंजेबल दोनों तत्व हैं और यही कारण है कि इस कोर्स में हम अक्सर उत्पाद सेवा के बारे में बात करेंगे जो मूल्यों और समाधान बनाने के लिए एक समग्रप्रणाली के रूप में अमूर्त है मैं आज के इस मॉड्यूल को इस विशेष स्लाइड के साथ समाप्त करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में सोचें और यहीं से हम अगला मॉड्यूल शुरू करेंगे